ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन II पार्ट 3 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

तो यहां से हम एक होरिजेंटल रेखा बनाने जा रहे हैं पहले हमें होरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री को लोकेट करना है l इसलिए होरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री इस रेखा को जोड़ते हैं l इस तरीके से इसके ऊपर 80 मिमी अपने स्केल का उपयोग करते हुए यहां कहीं पर लोकेट करते हैं l तो यह बिंदु होना चाहिए l इसलिए वर्टिकल प्लेन पर बिंदु p ' q' और इसको डार्कर द्वारा जोड़ते हैं l ओह यह एक है और इसे 30 डिग्री बनाते हैं l एक बार जैसे ही यह हो जाता है तो हमें क्या करना है बिंदु p को वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं इसको 90 डिग्री घुमाते हैं l इसलिए इस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है जब हम बिंदु p को प्रोजेक्ट करते हैं जो कि यहां 30 मिमी है l आइए अब हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं बिंदु p इस दूरी से नीचे है यह दूरी वर्टिकल प्लेन के सामने 10 मिमी है l इसलिए 10 मिमी की रेखा पहले पहले हमें इसे X अक्ष X Y अक्ष पर रखना होगा

आइए इसको देखते हैं l अब यदि यह तीसरे क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा सबसे पहले यह धारणा बनाए की यह वर्टिकल प्लेन हैं हॉरिजॉन्टल और आपकी AB रेखा यह एक होरिजेंटल प्लेन है यह एक वर्टिकल प्लेन है हमारा बिंदु A यहां कहीं HP अभी से 10 मिमी नीचे है और इसके सामने यह 15 मिमी हैl इसलिए आइए अब हम इसे बिंदु A कहते हैं और यह होरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री बनाने जा रहा है इसका मतलब है यह उस वर्टिकल प्लेन के समानांतर माना जाता है l यदि ऐसा मामला है तो यह रेखा 30 डिग्री का कोण किस तरीके से बनाएगी लेकिन इसको वर्टिकल प्लेन को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए यह उसके समानांतर होना चाहिए इसलिए रेखा को उस वर्टिकल प्लेन के समानांतर जाना चाहिए लेकिन जब हम होरिजेंटल प्लेन को देख रहे हैं तो इसे 30 डिग्री बनाना चाहिए l इसलिए यह उस स्थान पर B होगा l हमें क्या करना चाहिए

प्रोजेक्ट करने के लिए हमें 90 डिग्री पर रेखाएं खींचने हैं l तो आइए अब हम अपने रोलर स्केल को इस तरीके से चलाते हैं और दोबारा से a b रेखा के समानांतर l इसके बाद इस अंतर विभाजन पर काला करें यह हमारा b होगा l इसके बाद चिन्हित करते हैं ओह मुझे खेद है a बिंदु तक चिन्हित करते हैं l इसलिए यह A भाग तक नीचे है l और इसी प्रकार से भाग A नीचे है l इसलिए हमारे पास यह है एक्सटेंशन रेखाएं हैं यहां और यहां और यह 15 मिली मीटर होगा और यह 10 मिली मीटर होगा l यह कोण 30 डिग्री है l इस तरीके से हम उसी रेखा को थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट करते हैं l आइए अब हम एक प्रश्न पूछते हैं यदि यह द्वितीय क्वाड्रेंट में है तो यह कैसा दिखाई देता है फिर हमें क्या करना है यह वर्टिकल प्लेन है वर्टिकल प्लेन होरिजेंटल प्लेन और हमारा बिंदु हमारा बिंदु यहां कहीं VP 15 मिमी है और यहां कहीं HP से 10 मिमी 10 मिमी 15 मिमी यहां कहीं पर l अब यह A होरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री बनाता है इसलिए बिंदु को उस दिशा में जाना चाहिए l तो यह बिंदु A है यह बिंदु B है इसको a' पर प्रोजेक्ट करें उसको b' पर प्रोजेक्ट करें l इसलिए हम इसको 30 डिग्री पर a' b' और प्रोजेक्शन के रूप में देखने की स्थिति में होंगे l इस वाले A को नीचे प्रोजेक्ट करें और इस B को सब तरह से यहां कहीं प्रोजेक्ट करें l इसलिए यह वह रेखा होगी और हमारा कन्वेंशन है कि इस होरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री पर घुमाते हैं l आइए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं

यह रेखा स्वयं भी चतुर्थ क्वाड्रेंट में है यदि ऐसा मामला है तो वास्तव में आपका फ्रंट व्यू कहां होगा और टॉप व्यू कहां होगा हां आप बिल्कुल सही हैं फ्रंट व्यू बॉटम लेवल पर होगा और होरिजेंटल प्रोजेक्शन जिसे हम टॉप व्यू बना रहे हैं यह भी बॉटम पर ही आता हैl तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली कक्षा में हम इन रेखाओं के प्रोजेक्शन के बारे में और अधिक जानेंगे l